आज हम देखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई को कैसे मापते हैं पिछली दो कक्षाओं में हमने देखा कि उत्तल और अवतल दर्पण की फोकल लंबाई को कैसे मापा जाता है उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को मापने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा अवतल दर्पण की फोकल लंबाई को मापने का होता है हमने देखा है कि अवतल दर्पण के कार्य करने के सिद्धांत में हम दर्पण फार्मूला का उपयोग करते हैं फार्मूला जो हमने उपयोग किया वह है 1 f 1 u 1 v या 1 f 1 v 1 u अब इस अवतल लेंस या लेंस के लिए यह फार्मूला इस तरह बदलना होगा 1 f 1 v 1 u उत्तल या अवतल दर्पण में हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं परंतु उत्तल लेंस या अवतल लेंस के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे 1 f 1 v 1 u ठीक है और किरण चित्र में हम उत्तलअवतल दर्पण को उत्तल लेंस से बदल देते हैं मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तरीका वही है केवल कार्य करने के फार्मूले में आप इसे उपयोग करेंगे इस लेंस फार्मूले और साथ साथ इस किरण आरेख को अवतल दर्पण के लिए हम जो भी किरण आरेख बनाया हैं उसमें आपको इस उत्तल लेंस को रख देना है किरण आरेख इस तरह का होगा आपके पास उत्तल लेंस है अब उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह ही वह भी अभिसारी लेंस या अभिसारी दर्पण है यह लेंस भी प्रतिबिंब बनाता है चाहे प्रतिबिंब आभासी हो या वास्तविक हो यह वस्तु की दर्पण से दूरी पर निर्भर करता है यदि वस्तु अनंत पर है तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा और यह हमें इस लेंस के फोकल बिंदु पर मिलेगा अब यदि आप वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को घटाते हैं कम करते हैं मतलब यदि आप वस्तु को अनंत से लेंस की तरफ लाते हैं जब यह लेंस और वस्तु की दूरी यह दूरी 2F से ज्यादा होगी या लेंस की वक्रता त्रिज्या से ज्यादा होगी तो प्रतिबिंब फोकल बिंदु से खिसक जाएगा अर्थात यह फोकल बिंदु से दूर चला जाएगा उस स्थिति में यह F और 2F के बीच होगा जब आप वस्तु को 2F पर लाते हैं तब प्रतिबिंब 2F पर होगा और सभी प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी वास्तविक और उल्टे होंगे जब यह वस्तु F और 2F के बीच में होगी तब यह प्रतिबिंब 2F पीछे बनेगा और यह वास्तविक और उल्टा होगा जब F पर होगा अर्थात वस्तु F पर होगी तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जब वस्तु यहां पर होगी कितने भी दूर जो भी प्रतिबिंब बनेंगे सभी वास्तविक और उल्टे होंगे जब वस्तु की दूरी F से कम होती है अर्थात यह फोकल प्वाइंट और लेंस के बीच में होती है तब आपको सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिलेगा आपको सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिलेगा और यह हमें इस तरफ मिलेगा यहां इस प्रयोग में हम वस्तु को लगभग F और 2F के बीच में रखेंगे तब हम यह उम्मीद करेंगे कि प्रतिबिंब हमें 2F के पीछे मिलेगा इस लेंस की लगभग फोकल लंबाई जानने के लिए हैं आप दर्पण लगा सकते हैं दर्पण नहीं यह लेंस रख सकते हैं माना कि प्रकाश इस लेंस से बहुत दूर है और तब आप देखेंगे कि यह किरण इस बिंदु पर केंद्रित होती है या पड़ती है यह दूरी फोकल लंबाई या लगभग फोकल लंबाई होगी आपको उसका पता लगाना होगा और तब आप अपनी वस्तु को फोकल लंबाई से 15 गुना दूरीलगभग 15 गुना दूरी पर रखते हैं और तब आप प्रतिबिंब को देखने की कोशिश करते हैं माना प्रतिबिंब यहां बनेगा अब प्रतिबिंब की स्थिति का पता कैसे लगाएंगे उसके लिए हम लंबन तरीका उपयोग में लाएंगे वह तरीका क्या है मैंने पहले ही दर्पण के लिए उसे समझा दिया था आपको सुई वस्तु की स्थिति को इस तरह बदलना होगा इस लेंस के द्वारा जो उल्टा प्रतिबिंब आप देखते हैं इस उल्टे प्रतिबिंब का सिरा और सुई वस्तु का सिरा मूलत मिले पहले आपको इन्हें संरेखीत करके लेने की कोशिश करनी चाहिए संरेखीत करते हैं इसका मतलब यह 2 सिरे मिल जाएंगे पहले आपको इस दूरी को जानने की कोशिश करनी चाहिए अब वस्तु की स्थिति इस से कम या ज्यादा होगी अब आपको लंबन को हटाना होगा इसके लिए आप अपनी दृष्टि को दाएं और बाएं तरफ ले जाएं और वस्तु की वह स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करें जब यह दोनों सिरे अलग ना हो अर्थात् यह दोनों साथ में दाएं और बाएं घूमे यदि यह दोनों साथ में नहीं घूम रहे हैं यह अलग अलग हो रहे हैं और जब आप अपनी आंख को दाएं या बाएं तरफ घुमाते हैं प्रतिबिंब और सुई प्रतिबिंब घुमते हैं तो इसका मतलब हैं कि यह सही स्थिति नहीं है आपको इस वस्तु स्थिति और सुई प्रतिबिंब स्थिति को एडजस्ट करना होगा आपको उस स्थिति का पता लगाना होगा जहां लंबन नहीं है अर्थात वे आपकी आंखों को बाएं तरफ घूमने पर अलग नहीं होते हैं और तब हम वस्तु सुई की स्थिति के रीडिंग लेंगे फिर लेंस की स्थिति और सुई प्रतिबिंब की स्थिति की भी रीडिंग लेंगे यह वस्तु दूरी u है और यह प्रतिबिंब दूरी v होगी अब हम हर बार वस्तु की स्थिति को बदलेंगे हम 3 रीडिंग लेंगे मुख्यतः तीन अवलोकन लेंगे इन अवलोकनो का औसत हम वस्तु सुई सुई प्रतिबिंब की औसत स्थिति के रूप में लेते हैं अब हम दूसरा डाटा सेट लेते हैं इसके लिए हम वस्तु सुई की स्थिति को थोड़ा बदल देंगे जैसे प्लस माइनस 2 cm इस स्थिति से यह जो भी है इस तरफ 2 cm खिसका देते हैं ठीक हैं और प्रयोग को दोहराते हैं सुई प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएंगे डाटा को रिकॉर्ड या लिख लेंगे अगले डाटा सेट में आप इस वस्तु स्थिति को दूसरी तरफ 2 cm खिसका देगे और फिर प्रयोग को दोहराएंगे सुई की स्थिति वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति का पता लंबन तरीके से लगाएंगे और डाटा को लिख लेंगे फिर आप u और v का पता लगाएंगे और इसके चिन्ह का पता लगाएंगे तो u के लिए यह ऋणआत्मक और v के लिए यह धनात्मक होगा अब फार्मूला f uvu v का उपयोग करके आप फोकल लंबाई f का पता लगा सकते हैं और यह धनात्मक होगी प्रतिबिंब इस तरफ बनता है यह फोकल लंबाई दूरी है जो कि लेंस की फोकल लंबाई है आपको डाटा को लिखने के लिए सारणी की आवश्यकता होगी डाटा u और v के लिए यह वस्तु सुई की अवलोकन स्थिति की क्रम संख्या फिर लेंस फिर प्रतिबिंब सुईजैसा मैंने आपको बताया था सुई प्रतिबिंब के लिए फिर उस प्रतिबिंब रीडिंग का औसत निकालेंगे अब वस्तु दूरी u और v O' और OO' है और OI v है अब सही दूरियां जैसा मैंने आपको बताया था यह सुधारी हुई दूरी है मतलब यदि यहां कोई सूचकांक त्रुटि है तो इसका पता कैसे लगाया जाए मैंने बताया था अब मैं पुनः बता रहा हूं कि यदि यहां कोई सुधार है तो आप को सुधार कर लेना चाहिए मैं मान लेता हूं कि यहां कोई सूचकांक त्रुटि नहीं है तब ग्राफ बनाने के लिए आप u और v ग्राफ साथ ही साथ 1u और 1v ग्राफ बना सकते हैं बिलकुल वैसा ही जैसा हमने अवतल दर्पण में बनाया था और वहां से आप फोकल लंबाई का पता लगा सकते हैं अब मैं प्रयोग करता हूं यह वही ऑप्टिकल बेंच है यह इसका मीटर स्केल है 0 से 0 150 cm 150 cm अब यह एक उत्तल लेंस है हम लेंस को उत्तल लेंस होल्डर में लगाते हैं और हम उस होल्डर को सीधा रखते हैं सीधा हम इस की स्थिति को बदल सकते हैं यह ऑप्टिकल बेंच पर चल सकता है और यह वस्तु सुई है मैं इस वस्तु सुई को 0 पर स्थिर कर देता हूं सूचकांक निशान 0 से मिल रहा है इसे स्थिर कर देते हैं और तब इस लेंस को भी मुझे लगता है मैंने यह देखा है मैं इसे दोबारा नहीं बताऊंगा परंतु मैं ऐसे कर सकता हूं शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए आपको इसके करीब करीब या लगभग निकालने की कोशिश करनी चाहिए हाँ मैं कर सकता हूं आप यहां देखें यह इसकी लंबाई है हमने देखा है कि यह फोकल लंबाई के करीब है हमारे पास यहां कोई स्केल नहीं है परंतु मुझे लगता है मेरे पास एक छोटा स्केल है यहां से मैं इसे लगभग देख सकता हूं यह स्केल अच्छा नहीं है लेकिन यह इसकी स्केल रीडिंग है मैं देख सकता हूं यह 20 से 30 है इस तरफ से लगभग 10 सैंटीमीटर लगभग 10 सेंटीमीटर है फिर इसे यहां रख देते हैं और स्थिर कर देते हैं इसे घुमाने के लिए आपको इसे दबाना होगा और इस तरह घुमा दीजिए यह फोकल लंबाई लगभग 10 12 सेंटीमीटर है मैं वस्तु से लेंस की दूरी को करीब 15 गुना रखता हूं चलिए मैं इसे रखता हूं मैं इस लेंस को 15 पर रखता हूं यदि यह 10 है तो यह 12 है तो मैं इसे करीब 17 पर रखता हूं फोकल लंबाई 10 है यह 2F 20 है मैं वस्तु की दूरी को इससे 15 गुना ज्यादा या कम रख रहा हूं मैं यहां रख रहा हूं और मुझे प्रतिबिंब को जांचना चाहिए इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यह बहुत नुकीला है यह आपकी आंखों में चुभ सकता है वस्तुतः मुझे एक बहुत ही अच्छा सुई का प्रतिबिंब मिलना चाहिए मैं इसे f के अंदर ही पा सकता हूं अब मैं प्रतिबिंब को देख सकता हूं अभी यह केंद्रित नहीं है इस तरह से भी क्या कोई फोकल लंबाई का अनुमान लगा सकता है मुझे लगता है यह परेशान कर रहा है मुझे यह वस्तु हटानी होगी इस तरह हम इसे देखेंगे हां यह f के आस पास अब यह उल्टा होना शुरू हो गया है हाँ मुझे यह दिख गया मिल गया मैं इसे लगभग 15 16 17 के आस पास रख रहा हूं यहां कोई दिक्कत नहीं है मैं देख सकता हूं मैं प्रतिबिंब को देख सकता हूं हम सुई प्रतिबिंब और लेंस की स्थिति को लिख लेंगे यह करीब 17 है अब यह 0 है अब मुझे इस सुई प्रतिबिंब को लेना होगा मैं सुई प्रतिबिंब को लेता हूं और सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए मुझे मुझे दूरी को बदलना होगा और उल्टे प्रतिबिंब के सिरे और वस्तु प्रतिबिंब के सिरे को मिलाना होगा अभी यह नहीं मिल रहा है यदि मैं इसे ले जाता हूं तब यह मिल जाएगा हां यह इस स्थिति में मिलता है अब इसे मिलाने के बाद मुझे लंबन त्रुटि को हटाना होगा यहां लंबन है मुझे स्थिति को एडजस्ट करना होगा इस तरह से चलते हैं और देखें मैं करीब हूं अब मुझे इस तरफ आना चाहिए था यहां कम हो गया लंबन कम हो जाता है अब यहां लंबन ज्यादा है यहां कम है अब इधर जा सकता हूं आप यह जानते हैं कि प्रयोग के लिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है आपको पता लगाना होगा यह कोई विशेष स्थिति नहीं हो सकती देखिए यह वास्तव में है हां यह सुई प्रतिबिंब की स्थिति है मुझे अवलोकन 1 के डाटा को लिख लेना चाहिए और फिर वस्तु सुई की दूरी को भी यहां यह 0 है और यह वाली 17 है थोड़ी कम ज्यादा है मैं लगभग ले रहा हूं इसमें लंबन त्रुटि नहीं होनी चाहिए सुई प्रतिबिंब 55 बिंदु पर है मैं देख सकता हूं 558 ठीक है 08 जैसा मैंने आपको बताया था यह कोई विशेष स्थिति नहीं है तो हमें और बेहतर जगह ढूंढनी चाहिए 3 4 अवलोकन लेते हैं अब यह 55 बिंदु पर है मैं देख सकता हूं 554 तीन अवलोकन लेंगे और फिर उनका औसत निकालेंगे तब आपको u और v मिलेगा फिर आपको क्या करना चाहिए आप दूसरा अवलोकन दूसरी बार डाटा सेट लेंगे आप वस्तु सुई या दर्पण की जगह को बदल देंगे मैं इसे बदलूंगा अर्थात मैं u को बदल रहा हूं चलिए मानिए मैं इसे 19 पर रखता हूं और फिर दूसरी तरफ को यहां 15 मतलब 15 पर रखता हूं पहले यह 17 था अब 15 है अब मैं दोबारा पता लगा लूंगा हाँ मैंने जगह बदल दी है और पता लगाते हैं क्या होता है मैंने इसे 15 पर रखा इसका मतलब है कि u का मान अब f के करीब है यदि वस्तु f पर है अब यह अनंत पर है यदि यह f सबसे ज्यादा है तो यहां प्रतिबिंब अनंत से लेंस की तरफ आता हुआ दिखता है यदि दूरी अब पहले वाली दूरी से कम है तो यह अनुमानित है कि सुई का प्रतिबिंब पिछले वाले की तुलना में लेंस से दूर होगा जब दूरी 17 थी तब दूरी 15 है पहले जो भी था यह कुछ 55 पॉइंट था यह उससे ज्यादा होना चाहिए यह रीडिंग पिछले वाले से ज्यादा होनी चाहिए यह आपको लेंस की धारणा या सिद्धांत से पता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं आप ऐसा मान सकते हैं यह 56 से कम नहीं होना चाहिए इस प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको पता लगाना चाहिए मैं लगभग यहां पहुंच रहा हूं अब रीडिंग है 64 पॉइंट करीब 646 करीब 646 यह 0 की स्थिति है यह 15 है यह है 646 अब आप तीन और रीडिंग निकालते हैं तब आप दर्पण को 19 पर रखते हैं आपने इसे 19 पर रखा हैं यह 0 है यह तीसरा वाला आप सिर्फ तीसरी रीडिंग ही नहीं ले सकते आप और रीडिंग भी ले सकते हैं जैसे 212325 इस तरह आपको 5 6 7 रीडिंग लेने हैं क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है जब आपको यह u और v मिल जाएगा और उसी के अनुरूप 1u और 1v भी मिल जाएगा अब हम उसी प्रकार ग्राफ बनाते हैं जिस प्रकार हमने अवतल दर्पण के लिए बनाया था इसके लिए v धनात्मक है जैसा मैंने आपको दिखाया v धनात्मक है और u ऋणआत्मक है अवतल दर्पण के लिए u और v दोनों ही ऋणआत्मक थे अब यहां यह धनात्मक है और यह ऋणआत्मक आपके पास u का मान है और उसी के अनुरूप v का मान है इसे बनाए आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा अब इसी तरह इस ग्राफ से यह u है आप जानते हैं जब v u के समान होगा या जहां यह वस्तु 2F पर है तब प्रतिबिंब भी आपको 2F पर मिलेगा जो भी u v आपको मिल रहा है जैसे यह आपका f होगा f होगा OB यह u है और यह v है जब यह दोनों बराबर हैनहीं यह होगा यह f नहीं होगा यह 2F होगा यह 2F होना चाहिए OB OC के बराबर है ठीक है OBOC जब आपको प्रतिबिंब मिलता है और प्रतिबिंब और वस्तु समान दूरी पर हैं जब यह 2F अर्थात वक्रता त्रिज्या पर है दूसरा वाला भी मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया यह 2F होगा जो बराबर होगा यह है O फार्मूला क्या है 1 f 1 v 1 u जब v और u बराबर होंगे v और u बराबर हैं और क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत है v धनात्मक है और u ऋणआत्मक है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यह होगा 1 f 1 v 1 v समान दूरी के लिए uv या यह होगा 1 f 1 v 1 v 2v या 1 f 2 v या f v 2 यहां v क्या होगा v है OC या OV यहां मैंने गलत लिख दिया है क्योंकि 2F 1v के बराबर नहीं है OB OC है f OC2 या f OB2 इसी तरह यदि आप 1 v v s 1 u ग्राफ बनाते हैं यहाँ y mx c OC क्योंकि y अक्ष पर मिलता है उसका प्रतिछेदन या कटाव है वह होगा OC 1 f c पर मिलता हैOC का जो भी मान आपको मिलेगा जो है OC 1 f या f 1 OC पर यहां यह 1OC नहीं होगी मैंने गलती की मैं इसे ठीक करता हूँ अब OC का जो भी मान मिलेगा f उसके बराबर होगा 1 OC ही f होगा ग्राफ का उपयोग करके कोई भी लंबाई का पता लगा सकता है उसके बाद आपको गणना में त्रुटि ढूंढनी चाहिए गलती कैसे ढूंढ लेंगे आप जानते हैं मै पुनः इसकी चर्चा नहीं करूंगा अगली कक्षा में मैं बताऊंगा कि अवतल दर्पण माफ कीजिएगा दर्पण नहीं अवतल लेंस की फोकल लंबाई को कैसे मापते हैं अब मुझे लगता है कि हम जान गए हैं कि दर्पण की अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण साथ ही साथ अवतल लेंस और उत्तल लेंस की फोकल लंबाई को कैसे नापते हैं उत्तल लेंस के लिए यह तरीका है अगली कक्षा में मैं आप से अवतल लेंस के बारे में बात करूंगा यहां मैं रुकूंगा